आइए अब देखें कि एमपीपीटी के लिए बूस्ट कन्वर्टर को पावर इंटरफ़ेस के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं इस फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल को देखें यह फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल एक बूस्ट कन्वर्टर के माध्यम से लोड R0 से जुड़ा हुआ है बूस्ट कन्वर्टर का एक इंडक्टेंस है एक पावर सेमीकंडक्टर स्विच है जो कि एक बीजेटी हो सकता है जैसे कि यहां दिखाया गया है अथवा यह एक आईजीबीटी अथवा मॉस्फेट हो सकता है अथवा कोई अन्य सेमीकंडक्टर स्विच यहां स्विच्ड मोड अर्थात ऑन ऑफ मोड में उपयोग किया जा सकता है इस जंक्शन से हमें एक डायोड को उपयोग करने की आवश्यकता होती है जोकि एक आउटपुट कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है यह भाग बूस्ट कन्वर्टर सर्किट बनाता है बूस्ट कन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर आप इस तरह लोड एप्लीकेशन लोड कनेक्ट करते हैं इन भागों को नामांकित कर देते हैं यह R0 है यहां टर्मिनल वोल्टेज VT है यह इंडक्टर L है मान लेते हैं कि पीवी पैनल के टर्मिनल से बहने वाला करंट IT है यही IT इंडक्टर से भी प्रवाहित होगा अर्थात IL तथा IT एक ही हैं इस स्विच को हम Q से डायोड को D से कैपेसिटर को C से तथा आउटपुट वोल्टेज को V से निरूपित करते हैं अब हम एक टाइमलाइन t बना लेते हैं और यहां ये टिक्स लगा देते हैं पहले दो टिक्स के बीच का अंतराल TS है जोकि स्विचिंग टाइम पीरियड है यह पावर सेमीकंडक्टर स्विच Q के संदर्भ में है इस Q की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1TS है इसी प्रकार दूसरा TS पीरियड भी है यह TS पीरियड भी दो भागों में बंटा हुआ है जब स्विच ऑन होता है तथा जब स्विच ऑफ होता है यहां एक अन्य टिक लगा लेते हैं तथा इस पीरियड को हम dTS कहेंगे जहां d का मान 0 से 1 के बीच में है तो dTS वह समय है जब स्विच ऑन है और इसलिए TS वह समय होगा जब स्विच ऑफ है इस प्रकार हम कहेंगे कि यह Q का ऑन टाइम अर्थात QON है तथा यह Q का ऑफ टाइम है अब ऑन टाइम पर ध्यान दें अर्थात जब Q ऑन है तब क्या होता है जब Q ऑन है तब करंट इस पाथ से प्रवाहित होता है केवल करंट ही इस पाथ से प्रवाहित नहीं होता बल्कि कैपेसिटर भी लगातार लोड में डिस्चार्ज होता रहता है तो यह भी हो रहा है डायोड ऑफ है क्योंकि यह इसका कैथोड V0 पोटेंशियल पर है तथा चूँकि Q ऑन है यह इसका एनोड ग्राउंड पोटेंशियल पर है अतः डायोड रिवर्स बॉयस में है और इसलिए ऑफ है इस प्रकार जैसे आपके पास दो अलग अलग सर्किट हों एक में पीवी इंडक्टर को चार्ज कर रहा है तथा दूसरे में कैपेसिटर लोड में डिस्चार्ज हो रहा है जब Q ऑन है हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज तथा इंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाले करंट को माप सकते हैं ये वे महत्वपूर्ण मापदंड है जिन्हें किसी भी कन्वर्टर के लिए आपको जानने की आवश्यकता होती है तो मान लेते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ऑसिलोस्कोप अथवा मल्टीमीटर की ग्राउंड कॉमन प्रोब को यहां तथा पॉजिटिव प्रोब को यहां लगाकर आपने मेजर कर लिया है तो यह VL होगा और वह IL होगा ऑन टाइम के दौरान इंडक्टर का स्विच से लगा सिरा 0 वोल्ट पर है तथा दूसरा सिरा VT पर अतः यह वोल्टेज VL VT के बराबर होगा और इस समय इंडक्टर से बहने वाला करंट IT होगा चूँकि VT कांस्टेंट है करंट लीनियर रूप से बढ़ेगा क्योंकि VLLdILdt IL इंटीग्रेट होगा और आप देखेंगे कि इस समय करंट वेवफॉर्म इस तरह ऊपर जाएगा जिस समय Q ऑफ है किंतु इंडक्टर करंट को प्रवाहित होते रहना होता है इसलिए यह यहां पोलैरिटी बदल लेगा और इस डायोड को ऑन कर देगा तथा कैपेसिटर को चार्ज कर देगा इसके साथ ही यह करंट लोड से भी प्रवाहित होगा इस प्रकार हम देखते हैं कि इंडक्टर में स्टोर्ड मैग्नेटिक चार्ज कैपेसिटर तथा लोड दोनों के माध्यम से डिस्चार्ज होगा और इस तरह कैपेसिटर को चार्ज कर देगा अब इंडक्टर के इस ओर वोल्टेज VT होगा तथा दूसरी ओर जहां डायोड जुड़ा हुआ है V0 होगा इस प्रकार इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VT - V0 होगा चूँकि V0 VT है आप देखते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा ऐसा अपेक्षित है क्योंकि पॉजिटिव भाग तथा निगेटिव भाग को एक दूसरे को संतुलित करना होता है ताकि इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज शून्य हो इस स्थिति में इंडक्टर से प्रवाहित होने वाला करंट घटेगा क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर तथा लोड के माध्यम से डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इस प्रकार यह करंट प्रवाहित होगा और प्रत्येक स्विचिंग साइकिल में यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी यह वेवफॉर्म स्टेडी स्टेट में प्रत्येक स्विचिंग साइकल में दोहराया जाएगा तथा एवरेज इंडक्टर करंट जो यहां से प्रवाहित हो रहा है टर्मिनल करंट IT होगा अब हम इनपुट आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इनपुट आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप का अर्थ है VT तथा V0 के बीच रिलेशनशिप यहां हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे कि स्टेडी स्टेट में प्रत्येक साइकिल में इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज शून्य होना चाहिए इस वेवफॉर्म में यदि आप इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो आप पाएंगे कि dTS के दौरान VT पॉजिटिव है तथा 1 - dTS के दौरान यह VT - V0 है जो कि निगेटिव है इन दोनों क्षेत्रफलों को एक दूसरे को संतुलित कर लेना चाहिए यहां पर एरिया VT x dTS है तथा यहां पर VT - V0 x 1 - dTS है क्योंकि यहाँ टाइम इंटरसेप्ट 1 - dTS है इन दोनों क्षेत्रफलों का योग 0 होना चाहिए इसका सरलीकरण करने पर आप पाएंगे V0 VT x 1 तो यह आउटपुट तथा इनपुट वोल्टेज के बीच रिलेशनशिप है जहां V0 आउटपुट वोल्टेज है तथा VT पैनल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है अब हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट करंट रिलेशनशिप क्या है ध्यान दें कि वोल्टेज रिलेशनशिप के लिए हमने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट सेकंड बैलेंस का उपयोग किया इसी प्रकार करंट के लिए हम कैपेसिटर के माध्यम से होने वाले एंपियर सेकेंड बैलेंस का उपयोग करेंगे जिस प्रकार प्रत्येक स्विचिंग साइकिल में इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज शून्य होना चाहिए इसी प्रकार कैपेसिटर के माध्यम से प्रवाहित होने वाला एवरेज करंट शून्य होना चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई चार्ज बिल्डअप अथवा चार्ज लॉस नहीं होना चाहिए जब Q ऑन है अर्थात dTS के दौरान डायोड ऑफ है तथा करंट डिस्चार्ज हो रहा है यदि हम करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन वह माने जिसमें करंट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए उसमें प्रवाहित हो रहा है तो डिस्चार्जिंग करंट नेगेटिव होगा जिसका मान I0 होगा अतः - I0 x dTS वेवफॉर्म का वह एरिया है जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है दूसरी स्थिति में जब Q ऑफ है सारा इंडक्टर करंट इस पाथ से डायोड के माध्यम से प्रवाहित होगा तथा इसका एक भाग कैपेसिटर को चार्ज करेगा तथा दूसरा भाग आउटपुट रेजिस्टेंस से I0 के रूप में प्रवाहित होगा इस प्रकार IT - I0 करंट कैपेसिटर में प्रवाहित होगा तथा इसे चार्ज करेगा अतः इस भाग का एरिया IT - I0 x 1 - dTS होगा प्रत्येक साइकिल में इन चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के संगत क्षेत्रफलों को एक दूसरे को संतुलित करना चाहिए अतः इनका योग शून्य होगा इसका सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त होता है I0 IT x 1 - d यह दूसरी महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है पहली इनपुट आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप तथा दूसरी इनपुट आउटपुट करंट रिलेशनशिप तो यह पहली है तथा यह दूसरी अब यदि हम पहली को दूसरी से भाग दें तो हमें रजिस्टेंस रिलेशनशिप प्राप्त होती है जो कि हम प्राप्त करना चाहते थे यहाँ V0I0 R0 है तथा VTIT और कुछ नहीं बल्कि पीवी पैनल की ओर से देखने पर RT है अतः को से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है R0RT1- d2 क्योंकि 11-d1-d11-d2 तो यह वह महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है जिसका हम मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रेकिंग के लिए उपयोग करना चाहते हैं आइए अब इस पूरे सर्किट को रजिस्टेंस रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से देखें तो अब हम I V कैरेक्टरिस्टिक कर्व के माध्यम से बूस्ट कन्वर्टर का एमपीपीटी पर प्रभाव देखेंगे अब मैं बूस्ट कन्वर्टर को एक ब्लॉक से दर्शा रहा हूं हमारे पास एक लोड रजिस्टेंस R0 है इसके अक्रॉस वोल्टेज V0 और इससे प्रवाहित होने वाला करंट I0 है इनपुट की ओर से देखने पर इम्पीडेन्स RT है तथा बूस्ट कन्वर्टर का एक कंट्रोल इनपुट d है अभी हमने देखा कि बूस्ट कन्वर्टर का इनपुट की ओर टर्मिनल रजिस्टेंस RT R0 x 1 - d2 के बराबर है अब हम I V करैक्टरिस्टिक बनाते हैं इसके लिए हम टर्मिनल वोल्टेज VT को x एक्सिस पर तथा पीवी पैनल से टर्मिनल पर प्रवाहित होने वाले करंट IT को y एक्सिस पर दर्शाते हैं मिसाल के तौर पर मैं एक I V कर्व तथा एक P V कर्व यहां बना देता हूं यह I V कर्व है तथा यह P V कर्व है जिसका पीक पावर पॉइंट यहां है मैं लोड लाइन 1RT भी बना रहा हूं जिसे पीक पावर पॉइंट ऑपरेशन लिए पैनल को देखना होगा I V कर्व तथा लोड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट है तथा यहां से पावर कर्व पर खींची गई लाइन पीक पावर पॉइंट देगी और यह पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट है अब मैं एक अन्य लोड लाइन बनाता हूं RT मान कैसे बदलता है जब d को परिवर्तित किया जाए यदि d का मान 1 हो तो यहाँ से RT शून्य हो जाएगा RT शून्य होगा तो लोड लाइन का स्लोप इनफिनिट हो जाएगा और लोड लाइन y एक्सिस से मिल जाएगी इस स्थिति में हमें ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर प्राप्त होगा जो कि एक शॉर्ट सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट है ऐसी स्थिति में R0 का मान कुछ भी हो लोड लाइन एक वर्टिकल लाइन होगी जोकि शार्ट सर्किट की स्थिति को दर्शाती है इसे मैं यहां दर्शा देता हूं तो यह RT है और यह वह स्थिति है जब d 1 है अब तब क्या होगा जब d 0 हो जब d 0 होगा तो आप देखते हैं कि RT R0 होगा अर्थात इस स्थिति में RT R0 के बराबर होगा इस प्रकार d का मान बदल कर लोड लाइन को इन दो चरम स्थितियों के बीच परिवर्तित किया जा सकता है d के अलग अलग मान के लिए अलग अलग लोड लाइन प्राप्त होती है क्योंकि इन सब का स्लोप अलग अलग होता है तथा ये I V कर्व को अलग अलग स्थानों पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस प्रकार अलग अलग ऑपरेटिंग पॉइंट प्रदान करती हैं यदि मैं d 0 वाली स्थिति के ऑपरेटिंग पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो हमें यहां दर्शाए अनुसार वे सारे पावर पॉइंट दिखाई देते हैं जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार बूस्ट कन्वर्टर ऑपरेशन के द्वारा इन पावर पॉइंट्स को प्राप्त किया जा सकता है अथवा ये वे पावर पॉइंट्स हैं जिन तक बूस्ट कन्वर्टर की पहुंच है तो इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग प्वाइंट प्राप्त किया जा सकता है किंतु ये ऑपरेटिंग पॉइंट्स जो मैं अभी माउस कर्सर से दिखा रहा हूं बूस्ट कन्वर्टर के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि चरम लोड लाइन 1R0 इस तरह से हो कि उसके संगत पावर प्वाइंट पीक पावर प्वाइंट के दूसरी ओर हो ध्यान रखने वाली बात है कि पीक पावर प्वाइंट ऑपरेटिंग प्वाइंट की पहुंच के दायरे में हो तभी बूस्ट कन्वर्टर का कोई अर्थ है और तभी आप इसे उपयोग कर सकते हैं यह संपूर्ण भाग बूस्ट कनवर्टर की रेंज कहलाता है अब एक समस्या हो सकती है आपको उसके बारे में सावधान रहना चाहिए तथा वह स्थिति न बने इसका ध्यान रखना चाहिए इस चित्र में दर्शाए अनुसार हमारे पास I V कैरेक्टरिस्टिक है जिस पर एक लोड लाइन 1R0 लाइन दर्शाई गई है यदि 1R0 लाइन इस प्रकार हो तो यह ड्यूटी साइकिल d 0 की स्थिति होगी इस स्थिति में बूस्ट कन्वर्टर के द्वारा प्राप्त होने योग्य सारे पॉइंट्स इसके बांई ओर होंगे जैसा कि हमने अभी समझा था इस स्थिति में यदि मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो आप देखेंगे कि वे सारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स जो आपको अलग अलग स्लोप की लोड लाइन्स के द्वारा इनफिनिट स्लोप की दिशा में प्राप्त होते हैं तथा उनके संगत पावर पॉइंट्स जो कि प्राप्त किए जा सकते हैं निश्चित ही पीक पावर पॉइंट उनमें शामिल नहीं है पीक पावर पॉइंट के संगत ऑपरेटिंग प्वाइंट इस स्थिति में पहुंच के दायरे से बाहर होगा इसलिए इस स्थिति में यदि बूस्ट कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है तो यह पीक पावर प्वाइंट कभी नहीं देगा दूसरे शब्दों में पीवी माड्यूल अथवा पीवी पैनल की संपूर्ण क्षमता का उपयोग संभव नहीं होगा क्योंकि इस स्थिति में कन्वर्टर वह लोड लाइन नहीं दे सकता जो मैक्सिमम पावर पॉइंट को प्रदान कर सके इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए तथा कन्वर्टर के प्रकार का चयन करने के पूर्व लोड लाइन एनालिसिस करके यह जांच लेना चाहिए कि क्या दिए गए अनुप्रयोग के लिए बूस्ट कन्वर्टर का उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं